सभी को नमस्कार और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के एक और व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम पुनः एक साथ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित होने की धारणा को आगे बढ़ाएंगे जिनकी चर्चा हमने अपने पिछले व्याख्यान में ब्रह्माण्डवाद की चर्चा करते हुए की थी और आज के व्याख्यान में हम विभिन्न सांस्कृतिक संबद्धता के इस विचार का अध्ययन करेंगे जिसे प्रवासी साहित्य कहा जाता है प्रवासी साहित्य कि इस श्रेणी में उत्तर औपनिवेशिक साहित्य की व्यापक श्रेणी का एक अभिन्न अंग बन गया है प्रोग्राम प्रवासी साहित्य की इस अवधारणा को समझने के लिए आइए समझते हैं कि इस अवधारणा से क्या तात्पर्य है मुझे लगता है कि हमें स्वयं को एक विशेषण की तरह प्रवासी शब्द के लिए परिभाषित करके शुरू करना चाहिए डायस्पोरा एक विशेषण है जो संज्ञा डायस्पोरा से लिया गया है और इस संज्ञा डायस्पोरा की जड़े ग्रीक भाषा में हैं इस शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ है बुवाई की प्रक्रिया के दौरान बीजों का फैलाव और प्रकीर्णन इसलिए इसका मूल शब्द कृषि से संबंधित है हालांकि आज प्रवासी भारतीयों की प्राथमिक समझ बदल गई है और आज यह बीज के बजाय लोगों के सैलाब से संबंधित है बीज के बजाय लोगों के फैलाव के साथ डायस्पोरा की अवधारणा के इस विशिष्ट संघ का पता लगाया जा सकता है उदाहरण के लिए बाइबल की किताब ड्यूटोनोमी के अध्याय 28 के श्लोक संख्या 25 में हम इसका वर्णन देखते हैं जहां हमें प्रवासी भारतीयों के लिए डायस्पोरा का मूल शब्द ग्रीक भाषा में मिला और वहां इस शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता था कि यदि देवता की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता तो देवता आज्ञाकारी लोगों को उनकी शत्रुओं द्वारा पराजित कराने का कारण बनेंगे देवता उन्हें अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर धरती के सभी राज्यों में बिखेर देंगे इस घटना को देखते हुए ओल्ड टेस्टामेंट में डायस्पोरा शब्द की शुरुआती घटना जिसका उपयोग लोगों के फैला के लिए किया जाता था यहां हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहां प्रवासी का विचार निर्वाचन की धारणा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है या फिर इसका तात्पर्य है सजा के रूप में किसी को मातृभूमि से हटा दिया जाना निर्वाचन निर्वासित और प्रवासी भारतीयों के बीच यह संबंध सदस्य शब्द से सबसे दृढ़ता से यहूदी समुदाय के इतिहास में प्रति दांत होता है जो 6 वी शताब्दी ईसा पूर्व पूर्व में अपनी मातृभूमि से हटा दिया गया था क्योंकि यरूशलम के पवित्र शहर को बर्खास्त कर दिया गया था और सोलोमन के मंदिर को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा नष्ट कर दिया गया था अब यह निर्वाचन 6वी शताब्दी ईसा पूर्व के निर्वासन और निर्वासित की स्मृति अभी भी यहूदी पहचान को सूचित करती है और यहूदी प्रवासी की सांस्कृतिक स्मृति का एक अभिन्न अंग है इस प्रकार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले यहूदी लोग अपनी मातृभूमि से दूर हो गए यहूदी समुदाय के भीतर निर्वासन की इस भावना को उदासीनता की भावना के साथ निकटता से जोड़ा गया है खोई हुई मातृभूमि के लिए उदासीनता की भावना और पुनः लौटने की इच्छा इन सभी भावनात्मक और सांस्कृतिक संभोग का जो मैंने अभी आपको पुराने टेस्टामेंट यहूदी इतिहास के बारे में बताया यह सभी प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समझ को आकार देते हैं आगे बढ़ने से पहले मुझे डायस्पोरा के संबंध में मुख्य बिंदु को फिर से दोहराना चाहिए ताकि हम डायस्पोरा शब्द का मुख्य अर्थ और इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को भी समझ चुके हैं प्रवासी क्या है सबसे पहले प्रवासी लोग से तात्पर्य उन लोगों की समुदायों से है जो अपनी मातृभूमि से बहुत दूर रहते हैं दूसरा अपनी मातृभूमि से दूर रहने की यह अवस्था निर्वासन में रहने की के नकारात्मक अर्थ को सहन करती है और तीसरा और अंतिम प्रवासी समुदाय में निर्वाचित होने की भावना और एक खोई हुई मातृभूमि के लिए उदासीन होने की भावना और फिर उस खोई हुई मातृभूमि में लौटने की इच्छा प्रवासी और प्रवासी पहचान के इस सामान्य लक्षण को ध्यान में रखते हुए आइए हम कोशिश करें और देखें कि यह उत्तर औपनिवेशिक था और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य से कैसे संबंधित है क्योंकि यही हमारा इस पाठ्यक्रम में मुख्य केंद्र है खैर जैसा कि इस व्याख्यान श्रंखला के प्रारंभ में चर्चा की गई थी उपनिवेशवाद पूंजीवाद के निरंतर यातायात के माध्यम से महानगर और औपनिवेशिक परिधि के दो दूरस्थ स्थानों को जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण लोगों को भी इसलिए दूसरे शब्दों में प्रवासी समुदायों का मानव सैलाब और गठन स्वयं उपनिवेशवाद की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है हमारे पिछले व्याख्यान में हम पहले ही उस श्वेत व्यक्ति के बारे में चर्चा कर चुके हैं जिसे महानगर में अपनी मातृभूमि से हटा दिया जाता है और जो अपने देश की परिधि में महानगर की कॉलोनी में आता है यहां मैं मैं जोसेफ कॉनरैड के हार्ट ऑफ़ डार्कनेस में मार्लो जैसे पात्रों की चर्चा के बारे में सोच रहा हूं जो बेल्जियम जैसे महानगर से कांगो की औपनिवेशिक परिधि में आता है यहां मैं यह भी सोच रहा हूं उदाहरण के लिए ईसाई मिशनरियों का चिनुआ अच्छेबे के उपन्यास थिंग्स फॉल अपार्ट में चित्रण वे भी ऐसे लोग थे जो यूरोप में अपनी मातृभूमि से उपनिवेशवादी नाइजीरिया में आ गए हैं लेकिन हमारे आज के व्याख्यान में हम एक विभिन्न प्रकार के प्रवास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका जन्म उपनिवेशवाद के कारण ही हुआ यह औपनिवेशिक विषयों का फैलाव है मार्लो या ईसाई मिशनरियों की तरह औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिनिधि नहीं बल्कि उनकी मातृभूमि से उपनिदेशक विषयों का पहला और औपनिवेशिक परिधि से महानगर में इन लोगों का प्रवास हालांकि इससे पहले कि हम उस बारे में और बात करें यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक विषयों को उनके घर से दूर करने का तात्पर्य उनका यूरोपीय मातृ देश या पश्चिमी महानगर में एकत्रित होने से नहीं था बहुत से लोग औपनिवेशिक परिधि की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और औपनिवेशिक परिधि के दौरान एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में बस करें उदाहरण के लिए हम इस बारे में डेरेक वॉलकॉट की चर्चा के दौरान बात कर चुके हैं लेकिन मैं सोच रहा हूं उदाहरण के लिए मजदूरों और गुलामों का उपनिवेशवाद के दौरान भारत और अफ्रीका जैसे देशों से पलायन यह बिखरे हुए मजदूर और गुलाम बंधुआ मजदूरों की तरह एकत्रित हो रहे थे उन्हें भारत और अफ्रीका जैसी कॉलोनियों से खदेड़ा जा रहा था लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे महानगर में एकत्रित हो रहे हो वे औपनिवेशिक परिधि के दूसरे हिस्से में एकत्रित हो रहे थे उदाहरण के लिए कैरेबियन जहां इन बंधुआ मजदूरों को गुलामों को आवश्यक रूप से चीनी बागान संचालित करने थे जैसा कि मैंने कहा हमने डेरेक वॉलकॉट के बारे में बात करते हुए इस विशेष प्रकार की प्रवासन की चर्चा की यदि आपको याद हो वॉलकॉट अफ्रीकी प्रवासी समुदाय के विरासत वाहक हैं जो गुलामी के दिनों के दौरान कैरेबियन ने एकत्रित हुए थे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गुलामी पर प्रतिबंध लगने के बाद यह मजदूर अपने स्थान पर चले गए भारतीय उपन्यासकार अमिताव घोष ने अपने आइबिस ट्रिलॉजी में विशेषकर आइबिस ट्रिलॉजी के पहले उपन्यास सी आफ पॉपीज में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है कि किस प्रकार इन मजदूरों को भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित किया गया था उदाहरण के लिए अलग अलग तरह से दबाव बनाकर और अनुनय के साथ और फिर उन्हें बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए दूर की कॉलोनियों दूर के औपनिवेशिक वृक्षारोपण स्थलों पर भेज दिया गया आपको एक उदाहरण देने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैरेबियाई लेखक वी एस नायपॉल के पूर्वज भारत में इस तरह की वृक्षारोपण में सेवा करने के लिए कैरेबियन से भारत आए वास्तव में नायपॉल ने अपने लेखन में भारतीयों के प्रवासी समुदाय के जीवन के तरीकों की बहुत स्पष्ट झलक दी जो 19वीं शताब्दी से कैरेबियन में आकार लेने लगे थे हालांकि औपनिवेशिक परिधि के भीतर उपनिवेशित विषयों के इन फैलावों को भी प्रवास की महत्वपूर्ण तरंगों द्वारा पूरक किया गया था जो अपने देशों से महानगर तक पहुंच गए थे उदाहरण के लिए हम महानगरीय ब्रिटेन और औपनिवेशिक भारत के बीच के संबंध को लेते हैं भारतीयों ने दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों से वास्तव में 17 वी शताब्दी के शुरुआती दिनों में ब्रिटेन आना शुरू कर दिया था यह वे लोग थे जो शुरुआती दिनों के दौरान ब्रिटेन आ रहे थे मुख्य रूप से वे ब्रिटिश परिवारों द्वारा नियोजित थे लेकिन वे नाविक राजनयिक और सेवक भी थे इस शुरुआती दौर में ब्रिटेन में सबसे दिलचस्प भारतीय प्रवासियों में सेके डीन मोहम्मद नामक व्यक्ति थे डीन मोहम्मद का जन्म 1759 मैं बिहार में हुआ था वे 1782 मैं ब्रिटेन चले गए और वहां उन्होंने स्वयं का परिचय शैंपू स्नान के रूप में दिया था अंग्रेजी में पुस्तक प्रकाशित करने वाले पहले भारतीय लेखक बनने के दौरान उन्होंने यूरोप में भारतीय व्यंजन पेश किए यह पुस्तक जिसे 1794 में द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था को भारतीय अंग्रेजी लेखन भारतीय अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी में भारतीय प्रवासी साहित्य का पहला प्रमुख कार्य माना जाता है नौकरों नाविकों और राजनयिकों के समूह को जल्द ही पूरक बना दिया गया और फिर लगभग 1840 के दशक से भारत से ब्रिटेन पहुंचने लगे भारतीय छात्रों की आबादी इन सब पर भारी पड़ी 1840 के दौरान शुरू हुआ यह प्रवास अभी तक रुका नहीं है यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हमारे विभिन्न भारतीय राष्ट्रवादी उदाहरण के लिए एम के गांधी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू बीआर अंबेडकर यह सभी उच्च अध्ययन के लिए ब्रिटेन गए थे इसलिए भारत और ब्रिटेन के बीच यह संबंध और उपनिवेशित भारत से ब्रिटेन में औपनिवेशिक महानगर में छात्रों के प्रवास ने ब्रिटेन और भारत दोनों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसी प्रकार औपनिवेशिक परिधि से मातृ देश में प्रवास की इन विभिन्न तरंगों ने महानगर के भीतर कई प्रवासी समुदायों की स्थापना की श्रेणी प्रवासी साहित्य इन विस्थापित लोगों द्वारा निर्मित साहित्य को संदर्भित करता है जो वैश्विक दक्षिण में औपनिवेशिक परिधि से चले गए और वैश्विक उत्तर में महानगरीय केंद्रों में एकत्रित हुए हमें यहां यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन महानगरों केंद्रों से हमारा तात्पर्य केवल ब्रिटेन या फ्रांस या स्पेन जैसी जगहों के बारे में ही नहीं था बल्कि उसमें आज अमेरिका भी शामिल है क्योंकि अमेरिका को कई मायनों में पश्चिम की औपनिवेशिकता विरासत में मिली है एक साहित्य के रूप में जो लेखक की विस्थापित स्थिति को दर्शाता है प्रवासी लेखन में निर्वासन के दर्द और पीड़ा से सूचित किया जाता है इसे मातृभूमि के साथ पुनर्मिलन की एक उदासीन इच्छा से भी सूचित किया जाता है जो प्रवास के दौरान कहीं खो जाती है निर्वासन और उदासीनता का यह मुख्य भाव भारत अफ्रीका लैटिन अमेरिका कैरेबियन जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों द्वारा ब्रिटेन फ्रांस पेन अमेरिका में निर्मित विभिन्न प्रकार के प्रवासी साहित्य को मनसे एकजुट करता है इसलिए हमारे आज के व्याख्यान में हम साहित्य की इस विस्तृत विविधता को समझने की कोशिश करेंगे जिसे एक विशेष उदाहरण पर ध्यान केंद्रित करके प्रवासी साहित्य के शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है यह लेखिका झुंपा लहरी की एक कहानी है यह एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक लघु कथा है जिस पर हम जल्दी ही आएंगे लेकिन उस लघुकथा पर ध्यान केंद्रित करने का हमारा उद्देश्य मातृभूमि के लिए निर्वाचन और विषाद की प्रमुख अवधारणाओं की पहचान करना होगा जो विशेष रूप से सामान्य और प्रवासी साहित्य में प्रवासी स्थिति को सूचित करता है लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय लेखक से करवा दूं झुंपा लाहिड़ी का जन्म 1969 में लंदन में हुआ था उनके माता पिता बंगाली थे जो कोलकाता से आए थे लेकिन झूंपा लाहिरी का पालन पोषण लंदन में नहीं हुआ था मुख्य रूप से उनका पालन पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर हुआ था जहां उनके माता पिता पलायन कर गए थे जब वे 2 वर्ष की थी लाहिरी ने अपना आधार फिर से बदल लिया है अब वह इटली की राजधानी रोम में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हैं लाहिड़ी की यह प्रवासी पहचान प्रवास और निर्वासन के इस इतिहास में उन्हें अंतर्राज्यीय और विभिन्न संस्कृतियों में एक अद्वितीय स्थान दिलाया है वह स्वयं को एक ऐसी लेखिका मानती हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक सीमाओं को मिलाती हैं और यदि वे नहीं मिलते हैं तो वे बहुत ही दिलचस्प अंतर छोड़ देते हैं जिसके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पता लगाया जा सकता है विभिन्न तत्वों को जोड़ा जा सकता है और उनके बारे में लिखा जा सकता है लेकिन फिर से हमें यह समझने की जरूरत है कि यह अंतर एक कमी की भावना नुकसान की भावना का प्रतिनिधित्व करता है हम लाहिड़ी के स्वयं के लेखन में इस कमी की भावना और समझ की भावना को समझते हैं जहां वह कहती हैं कि उदाहरण के लिए हालांकि उनके माता पिता बंगाली थे लेकिन बंगाली भाषा के बारे में उनका ज्ञान केवल आंशिक था अपनी मातृभाषा के आंशिक ज्ञान की कमी के इस भाव ने उनकी सांस्कृतिक पहचान के बारे में बताया दूसरी ओर हालांकि लाहिरी की परवरिश अमेरिका में हुई थी लेकिन उनकी बंगाली जड़ों के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा से तात्पर्य है कि लाहिड़ी अमेरिका को केवल आंशिक रूप से ही आत्मसात कर पाई थी और लाहिरी के इटली जाने का अर्थ केवल एक सीमांत इकाई होने का भाव है जो पूर्ण रूप से किसी एक संस्कृति से संबंधित नहीं है जो अपने घर के रूप में किसी भी स्थान की दृढ़ता से पहचान नहीं कर सकती है एक निश्चित सांस्कृतिक के साथ साथ थाने घर के बिना होने का यह अर्थ झुंपा लहरी के सभी कार्यों की दृढ़ता को सूचित करता है चाहे वह उनके उपन्यास द नेमसेक या द लोलैंड या उनके द्वारा मनाई गई छोटी कहानियों का संग्रह जैसे इंटरप्रेटर ऑफ मैलाडिज़ या हाल ही में प्रकाशित जिसका शीर्षक है एक बेहिसाब धरती निर्वासित होने की स्थिति में लाहिड़ी के लेखन में रिक्तता का भाव उनकी बहु सांस्कृतिक संभावनाओं की जबरदस्त भावना को सूचित करता है जैसा कि मैंने कहा संस्कृतियों में भिन्नता का अंतर एक खाई की तरह है इसलिए यह एक कमी हानि किसी भी संस्कृति से संबंधित नहीं होने की भावना का प्रतीक है लेकिन वह अंतर भी बहु सांस्कृतिक संभावनाओं से घिरा होता है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई किसी से कुछ ले सकता है एक अलग संस्कृतियों से उचित तत्व ले सकता है झूंपा लाहिरी के साथ भी यही हुआ क्योंकि अपने आप को किसी की मातृभूमि और किसी की मूल संस्कृति से मुक्त करके निर्वाचित होने की स्थिति व्यक्ति को दुनिया की सभी संस्कृतियों का उत्तराधिकारी बना सकती है किसी भी एक संस्कृति से संबंधित नहीं होने से वास्तव में आप सभी संस्कृतियों के उत्तराधिकारी बन जाते हैं और यह आपकी पहचान को आकार देने के लिए एक साथ सांस्कृतिक तत्वों को लाने की संभावनाओं की एक बहुत बड़ी मात्रा को खोलता है और इस तरह का रुख इस तरह की संभावना लाहिरी ने उदाहरण के लिए अपने इतालवी भाषा सीखने के प्रयासों से महसूस किया यह उस देश की भाषा है जहां वे अब रहती हैं और वे उस राष्ट्र की भाषा और संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रही हैं जहां वे रहती हैं अल्ट्रे पैरोल नामक उनकी नवीनतम पुस्तक में जो मूल रूप से इतालवी भाषा में लिखी गई है लेकिन जिस का अंग्रेजी में अनुवाद शीर्षक दूसरे शब्दों में के तहत किया गया इसके द्वारा हमें मुश्किल और पुरस्कृत करने योग्य प्रयास के बारे में बताया गया कि किसी भी ऐसी भाषा और संस्कृति को अपनाना जहां आप ना पैदा हुए हो और ना ही आप की परवरिश हुई हो यह प्रयास स्वयं को एक भाषा और संस्कृति के लिए उपयुक्त बनाने का अवसर देता है झूंपा लाहिरी का जीवन और साहित्य इसलिए सांस्कृतिक संभावनाओं को दर्शाता है जो एक प्रवासी के रूप में और उनके पालन पोषण की परिस्थितियों में झलकती है लाहिड़ी भी अलगाव की भावना के बारे में पूर्ण रूप से वाकिफ थी जो इन परिस्थितियों के फलस्वरूप होती हैं एक की मातृभूमि से प्रवास के स्वरूप आने वाली पीढ़ियों को विभिन्न संस्कृतियों का उत्तराधिकारी बना देती हैं हां इस तरह की संभावना है लेकिन लाहिरी को एहसास है कि इस तरह का एहसास सांस्कृतिक जड़ता की भावना को अलग कर देता है और इस प्रकार की सांस्कृतिक शून्यता में घुटन का एहसास झूंपा लाहिरी द्वारा अपनी लघु कहानी में दर्शाया गया है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं उस लघुकथा का शीर्षक है श्रीमती सेन यह इंटरप्टर ऑफ़ मालड्यूस नामक उन लघु कहानियों की संग्रहित पुस्तक में से है जिसने पुलित्जर पुरस्कार जीता था और इस लघु कहानी को हम अब शुरू करेंगे श्रीमती सेन की इस कहानी को इलियट नामक एक अमेरिकी लड़के द्वारा सुनाया गया है यह उस समय के बारे में बताता है जो इलियट ने अपनी बंगाली दाई के साथ बिताया जिसे इलियट श्रीमती सेन के नाम से जानते थे श्रीमती सेन कौन है श्रीमती सेन श्री सेन की पत्नी है जो एक विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने की कार्य के लिए कोलकाता से अमेरिका चले गए यह उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी पहचान कम से कम अमेरिका में एक ऐसे तथ्य की ओर इशारा करती है जो वह स्वयं नहीं है लेकिन उनकी पति के बारे में हैं जो एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं इसलिए प्रारंभ से ही हमें वास्तव में उनके नाम का भी पता नहीं चलता जो उनके परिचय में सबसे प्रमुख बात है पहचान में यह कमी की भावना श्रीमती सेन को हमारे लिए थोड़ा रहस्यमयी बना देती है श्री सेन विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं वह पूरी तरह व्यस्त रहते हैं लेकिन श्रीमती सेन के लिए यह कोलकाता से अमेरिका प्रवास उनके परिचित बंगाली सामाजिक सांस्कृतिक और सबसे महत्वपूर्ण उनके परिवार से दूर ले जाने वाला एक दर्दनाक पहलू है खालीपन की यह भावना जो श्रीमती सेन को उनकी मातृभूमि से दूर होकर हुई है इसकी कमी को पूरा करने के लिए वह हमेशा अपनी कलकत्ता के जीवन की स्मृति में ही उलझी रहती वह कलकत्ता को ही अपने घर के रूप में संदर्भित करती थी अमेरिका में श्रीमती सेन ने कोलकाता के खोए हुए घर को जीवंत करने के लिए बार बार उन पत्रों को पढ़ती थी जो उन्हें कभी कभार अपने लोगों से प्राप्त हुए थे वह कैसेट प्लेयर में कैसेट बजाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की परिचित आवाजों को सुनती थी और अपने रिश्तेदारों से बातें करती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी पाक कला बंगाली व्यंजन पकाने के माध्यम से अपनी खोई हुई मातृभूमि को फिर से बनाने की कोशिश करती थी अमेरिका में कोलकाता की यादों को जीने की यह कोशिश और अमेरिकी वातावरण को बंगाली घर में तब्दील करने का प्रयास के फल स्वरुप श्रीमती सेल सेन अकेलेपन की ऐसी चारदीवारी में बंद थी जो बाहर की तात्कालिक वास्तविकता से कटा हुआ था श्रीमती सेन की अमेरिका में रहने की विफलता और इस विदेशी भूमि की नई भौतिक वास्तविकता के साथ उनका संघर्ष कहानी में उजागर हुआ है यहां तात्पर्य श्रीमती सेन की अमेरिकी सड़कों पर ड्राइव करने की अक्षमता के संदर्भ में है श्रीमती सेन द्वारा अपने अपार्टमेंट में बंगाली वास्तविकता को जीना एक बार अमेरिकी सड़कों की बाहरी वास्तविकता से तनाव उत्पन्न कर देता है जब एक दिन श्रीमती सेन ने इलियट को अपने बगल में बैठा कर ड्राइव करने का फैसला किया वह कुछ ताजा मछली खरीदने के लिए मछली की दुकान पर जाने का फैसला करती है ताकि वह अपना बंगाली पकवान तैयार कर सके श्रीमती सेन की अमेरिका में सर्वोत्कृष्ट सामान खरीदने की कोशिश जो उन्हें बंगाली व्यंजन के लिए चाहिए था एक मामूली दुर्घटना पर समाप्त होती है उसमें ना तो एलियन इलियट और ना ही श्रीमती सेन को चोट लगी लेकिन फिर भी एलियट की मां ने उसे श्रीमती सेन के पास भेजना बंद कर दिया और जो आपकी बात इलियट को अपनी बंगाली दाई की याद है वह उनकी अपार्टमेंट के बेडरूम से आने वाली रोने की आवाजें थी जिसके भीतर श्रीमती सेन ने खुद को बंद कर लिया था एक तरह से श्रीमती सेन की अपनी मातृभूमि की यादों से खुद को मुक्त करने की असमर्थ था और बाहरी वातावरण से स्वयं को जोड़ने की असमर्थता के परिणामस्वरूप अंततः उन्हें मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जो कि झुंपा लहरी जैसी प्रवासी लेखक केबिल्कुल विपरीत दर्शाता है लहरी जो कि विभिन्न संस्कृतियों से अपने स्वयं के असमान तत्वों को बनाने की क्षमता में विश्वास करती थी लेकिन यह तथ्य की लाहिरी श्रीमती सेन जैसे चरित्रों के साथ स्वयं को रचनात्मक रूप से जोड़ती थी यह तथ्य उनकी एक कठिनाई को पहचानने और संबोधित करने की इच्छा को दर्शाता है जो एक प्रवासी अपने विस्थापन और घर से दूर जाने के बाद बाहरी वास्तविकता से सामना करते हुए महसूस करता है श्रीमती सेन के अपार्टमेंट का अकेलापन और उनके शयन कक्ष से बाहर आने वाली रोने की आवाज एक तरह से विस्थापित परिस्थिति का वह अंधेरा दर्शाती हैं जो उदार सांस्कृतिक संभावनाओं की चमक द्वारा चिन्हित होता है झूंपा लाहिरी और उनके काम के इस अध्ययन के साथ ही आज हम प्रवासी साहित्य की अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं अभी चर्चा में हम गायत्री चक्रवर्ती का काम देखेंगे जो उत्तर औपनिवेशिक वाद के अध्ययन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं धन्यवाद